अब अगला स्टैटिसटिकल क्वालिटी कंट्रोल का नाज़ुक पहलू प्रीसेट स्पेसिफिकेशंस को बढ़ाने या पाने के लिए उत्पादन प्रक्रिया की क्षमता का आकलन करना है यह प्रीसेट स्पेसिफिकेशंस प्रोसेस कैपेबिलिटी कहलाते हैं ठीक है इनको कभी कभी स्पेसिफिकेशन लिमिट्स भी कहते हैं यह स्पेसिफिकेशन लिमिट्स कंट्रोल लिमिट्स से बड़ी हैं यह कैसे कार्य करती हैं हमारे पास कुछ स्पेसिफिकेशन लिमिट्स हैं जैसे यह एक सेंट्रल लाइन है और हमारे पास अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट और हमारे पास लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है और हमारे पास उनके भीतर अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट्स हैं इसलिए यह ऐसा हैं कि यदि रीडिंग या एक बहुत अच्छे प्रयोग विभिन्न समय पर किए गए हैं और यदि सेंट्रल लाइन भी परिवर्तित हो रही है लेकिन स्पेसिफिकेशन लिमिट्स जोकि दी गई है टॉलरेंस लिमिट्स कहलाती हैं टॉलरेंस लिमिट्स जो हम मापों में देख चुके हैं जो कभी कभी स्पेसिफिकेशन लिमिट्स भी कही जाती हैं इसलिए स्पेसिफिकेशन लिमिट्स के भीतर प्रक्रिया को परिवर्तित होना है इसलिए प्रक्रिया को सीमाओं के भीतर रहना है इसलिए यह कुछ इस तरह है यह एक बार हो सकता है ठीक है दूसरे दिन यह ऐसे हो सकता है दूसरे दिन पर यह ऐसे हो सकता है ठीक है इसलिए ये स्पेसिफिकेशन लिमिट्स हैं मैं इनको रखूंगा यह स्पेसिफिकेशन लिमिट्स हैं और यह कंट्रोल लिमिट्स हैं प्रोसेस कैपेबिलिटी का मतलब वास्तव में समझने के लिए एक पद स्पेसिफिकेशन को समझने की जरूरत है यह प्रीसेट रेंज है जिसके परे वास्तव में कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा कुछ क्षणों के लिए कुछ व्यास जैसे 13 ± 05 सेंटीमीटर हो सकते हैं इसलिए वास्तव में यह मूल्य 305 सेंटीमीटर होगा ठीक है यह 295 सेंटीमीटर होगा और यह मूल्य 30 सेंटीमीटर सेंट्रल लाइन के रूप में होगा ठीक है यह स्पेसिफिकेशन लिमिट्स हैं अब यह कंट्रोल लिमिट्स जैसे कि ±025 रखी जा सकती हैं या हम कंट्रोल लिमिट्स को विभिन्न तरीकों से परिभाषित कर सकते हैं लेकिन चीज यह है कि स्पेसिफिकेशन लिमिट्स के भीतर हमारी प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए इसलिए बस कंट्रोल चार्ट का विन्यास करके यह निरीक्षण करना कि प्रक्रिया नियंत्रण में है प्रोसेस कैपेबिलिटी की गारंटी नहीं देता एक्सेप्टेबल उत्पाद उत्पन्न करने के लिए प्रक्रिया योग्य होनी चाहिए और उत्पादन के शुरू होने से पहले नियंत्रण में होनी चाहिए इसलिए हम केवल कह सकते हैं कि प्रोसेस कैपेबिलिटी जोकि Cp के रूप में भी परिभाषित की जाती है स्पेसिफिकेशन विथ क्या है स्पेसिफिकेशन विथ अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट और प्रोसेस विथ जो हमने उठाई है उसका मूल्य क्या है यदि यह इस प्रक्रिया की सेंट्रल लाइन है इसलिए यह 3 σ हो सकती है यह −3 σ हो सकती है इसलिए जोकि 6σ के बराबर है इसलिए यह प्रोसेस कैपेबिलिटी है यहां मूल्य 6 स्टैंडर्ड डीविएशन है और 6 उपयोग करने का कारण यह है कि अधिकतर प्रक्रिया के माप 9974 प्रतिशत के भीतर होते हैं जो कि ±3 σ के भीतर हैं इसलिए इसी कारण से यह सामान्यतया उपयोग किए जाते हैं इसलिए कभी कभी प्रोसेस वेरिएबलटी और स्पेसिफिकेशन विथ परिवर्तित हो सकती हैं इसलिए स्पेसिफिकेशन विथ के बाहर प्रोसेस वेरिएबलटी यह मामले भी हो सकते हैं मैं यहां 3 स्तिथियाँ रख सकता हूं मेरे पास यह प्रक्रिया है यह −3 σ और 3 σ है −3 σ और 3 σ −3 σ और 3 σ इसलिए यह मेरी प्रोसेस वेरिएबलटी है ठीक है इसलिए स्पेसिफिकेशन विथ कुछ इस तरह हो सकती है यदि यह इस तरह है यह लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है और यह अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है और यह मेरी स्पेसिफिकेशन विथ है अब इसका मतलब कि प्रोसेस वेरिएबलटी मेरी स्पेसिफिकेशन विथ के भीतर है प्रोसेस वेरिएबलटी गिर गई है इस स्थिति में यदि स्पेसिफिकेशन लिमिट कुछ इस तरह है यह लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है यह अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है यह स्पेसिफिकेशन विथ के भीतर है ठीक है यह स्पेसिफिकेशन विथ के बाहर है ठीक है तीसरी स्थिति में मैं इसका वास्तव में बीज कोष लेता हूं इसलिए यह 3 तरह की स्थितियाँ अस्तित्व में हो सकती हैं इसलिए यह लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है और अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है ठीक है इसलिए यह स्पेसिफिकेशन लिमिट्स से स्पेसिफिकेशन विथ के बिल्कुल बराबर मिलता है इसलिए यह प्रोसेस कैपेबिलिटी है अगला मैं एक्सेप्टेंस सेंपलिंग के बारे में बात करना चाहूँगा एक्सेप्टेंस सेंपलिंग सामग्रियों के प्रोड्यूसर और सप्लायर producer और कंस्यूमर और बायर consumer को शामिल करता है एक्सेप्टेंस सेंपलिंग एक पद है जोकि दी हुई जनसंख्या में से नमूनों को चुनने के लिए निरीक्षण या क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एक्सेप्टेंस सेंपलिंग तब बहुत उपयोगी होता है जब चीजों की एक बहुत बड़ी संख्या को एक छोटे समय में संसाधित किया जाता है कॉस्ट कंसीक्वेंसेस आफ पासिंग डिफेक्ट्स कम हैं पासिंग डिफेक्ट्स का मतलब दोषों को उपभोक्ताओं के पास पहुंचा देना है कभी कभी एक्सेप्टेंस सेंपलिंग वहां पर है हमको नमूना लेना चाहिए इसलिए मैं संपूर्ण जनसंख्या को इस नमूने के माध्यम से ही प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा हूं और यदि नमूना सही तरीके से नहीं चुना गया है या मैं केवल प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के जोखिम के बारे में ही बात करुंगा यदि नमूना अच्छा है लेकिन वह अस्वीकार कर दिया गया है तब उत्पादक जोखिम में है यदि संपूर्ण जनसंख्या वास्तव में अच्छी है लेकिन नमूना जो कि चुना गया है वह अच्छा नहीं है यद्यपि खराब नमूने या नमूना जो कि अच्छा नहीं है की वजह से संपूर्ण जनसंख्या को अस्वीकार कर दिया गया है प्रोड्यूसरस् रिस्क है उत्पादक घाटे में है इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्पादक या उसके संभरक यहां पर घाटे में हैं उपभोक्ता भी घाटे में हो सकता है यदि संपूर्ण जनसंख्या या संपूर्ण ढेर खराब है या उसमें दोषपूर्ण टुकड़े हैं लेकिन जो नमूना चुना गया है वह अच्छा है और उस नमूने के आधार पर यह संपूर्ण ढेर चुना गया है और यह उपभोक्ता के पास पहुंचा दिया गया है इसलिए उपभोक्ता ने खराब ढेर प्राप्त किया है यह कंज्यूमर्स रिस्क consumer's risk है इसलिए लेकिन कॉस्ट कंसीक्वेंसेस आफ पासिंग डिफेक्ट्स यदि कम है एक्सेप्टेंस सेंपलिंग सहायक है तब भंजक परीक्षण अपेक्षित है यदि यह अपेक्षित है तब एक्सेप्टेंस सेंपलिंग फिर से सहायक है क्योंकि जब भी हम भंजक परीक्षण करते हैं नमूना विकृत हो जाता है तब वह उपभोक्ता के पास नहीं पहुंचाया जा सकता इसलिए थकावट या ऊब निरीक्षण त्रुटियों की तरफ ले जाता है यदि सेंसरो की तरह निरीक्षण किया हो इसलिए हमारे पास विभिन्न सेंपलिंग प्लान हो सकते हैं सिंगल सेंपलिंग प्लान एक निर्णय नियम है एक ढेर में से एक रेंडम नमूने के परिणामों के आधार पर ढेर को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए है उसके बाद हमने अभी कहा यदि टुकड़ों की इतनी संख्याएं दोषपूर्ण हैं हम इससे ज्यादा को स्वीकार कर लेंगे यह सिंगल सेंपलिंग प्लान है उसके बाद डबल सेंपलिंग प्लान क्या होगा यदि दो नमूने आकार चुने गए हो कुछ क्षणों के लिए दोषों की संख्या 3 और 5 की तरह चुने जा सकते हैं यदि 3 दोष वहां पर हैं या हम दो नमूना अकारो को चुन सकते हैं इस स्थिति में मुझे कहने दीजिए मैंने नमूना आकार 100 चुना है और दोषों की संख्या जोकि स्वीकार्य है 3 है 3 दोष यदि वहां पर हैं वह स्वीकार किया जा सकता है 3 से ज्यादा को अस्वीकार किया जाएगा यह सिंगल सेंपलिंग प्लान है डबल सेंपलिंग प्लान के अंदर हम क्या करेंगे मैं 200 का एक नमूना लूँगा पहले मैं दो भाग में विभाजित करुंगा यदि पहले 100 में 3 दोष वहां पर हैं या 3 दोष से कम वहां पर हैं संपूर्ण ढेर स्वीकार हो जाएगा यदि दोष 3 से ज्यादा हैं मैंने संपूर्ण 200 को अस्वीकार कर दिया और इस संख्या को बदलिए मैं 5 दोष चुन लूँगा इसलिए पहले कदम में 100 में से यदि टुकड़ों का निरीक्षण किया गया और यदि दोष पाए गए तब हमने अन्य 100 टुकड़ों को चुना ठीक है वास्तव में यह संचयमान है इसलिए कुल 200 टुकड़ों में से अन्य 100 टुकड़ों को उसके बाद निरीक्षित किया गया और यदि 5 दोषों से ज्यादा पाए गए तब यह ढेर अस्वीकार कर दिया गया ठीक है यह डबल सेंपलिंग प्लान है आगे हमारे पास मल्टीपल सेंपलिंग प्लान हो सकते हैं इस की तरह इसलिए डबल सेंपलिंग प्लान का सुधार करते हुए सीक्वेंशियल सेंपलिंग प्लान है जो कि इस तरह हो सकता है कि हम सीक्वेंस में आगे बढ़े प्रबंधन निर्णय कर सकता है कि सिंगल या डबल या मल्टीपल सेंपलिंग योजनाओं का संचालन किया जाए इसलिए इस सीक्वेंशियल सेंपलिंग प्लान में उपभोक्ता ढेर में से अक्रमतः चीजों को चुनता है और एक एक करके उनका निरीक्षण करता है इसलिए यह भी एक मार्ग हो सकता है इसलिए एक्सेप्टेंस सेंपलिंग के अंदर एक महत्वपूर्ण पहलू ऑपरेटिंग कैरेक्टरिक्स्टिक्स करव भी है जिसे OC वक्र भी कहा जाता है इसलिए यह प्रायिकता वक्र आंशिक दोषपूर्ण के साथ स्वीकार होने वाले ढेर की प्रायिकता दिखाता है इसलिए हमारे पास यहां पर इस तरह का वक्र है बाएं हाथ की तरफ हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेपक्टिंग अ लौट है एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेपक्टिंग अ लौट 0 से 1 तक बदल सकती है 100 प्रतिशत का मतलब हम आश्वस्त हैं कि हम एक ढेर को स्वीकार कर लेंगे और 0 यहां पर हैं और यह लौट क्वालिटी है वह डिफेक्टिव का अंश इसलिए यदि डिफेक्टिव का अंश ज्यादा है मैं यहां पर कुछ सीमाएं निर्धारित कर सकता हूं यदि मैंने 3 प्रतिशत चुना है 3 प्रतिशत मेरा स्वीकार्य स्तर है इसलिए यदि यह 3 प्रतिशत से कम है यह मेरा अच्छा ढेर है इसलिए यह विशिष्ट सीमा जिसके बाद ढेर खराब ढेर कहा जाएगा और यह सीमा ए क्यू एल कही जाएगी ए क्यू एल एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल है एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल दोषों का प्रतिशत है जब उपभोक्ता लॉट को एक अच्छे लॉट की तरह स्वीकार करने के लिए तैयार हैं इसलिए दोषों का 3 प्रतिशत उपभोक्ता द्वारा स्वीकार कीया गया है इस तरह यह परिवर्तित हो सकता है यह 3 प्रतिशत यहां पर चुना गया है ठीक है और इस तरफ 20 प्रतिशत एल टी पी डी है एल टी पी डी लॉट टॉलरेंस परसेंट डिफेक्टिव है यह दोषों के प्रतिशत पर ऊपरी सीमा है जोकि एक उपभोक्ता स्वीकार करने के लिए तैयार है वहां एक उपभोक्ता जोखिम है उसके बाद वहां एक उत्पादक जोखिम है हम कैसे इसको हमारे ओ सी वक्र पर प्रदर्शित कर सकते हैं इसलिए हमारे पास यहां पर दो तरह के जोखिम है प्रोड्यूसरस् रिस्क producer's risk और कंज्यूमर्स रिस्क consumer's risk इसलिए यह α और β के द्वारा दर्शाए गए हैं इसलिए प्रोड्यूसरस् रिस्क producer's risk 09 है प्रोड्यूसरस् रिस्क producer's risk क्या है प्रोड्यूसरस् रिस्क producer's risk वह प्रायिकता है जोकि एक ढेर जिसके अंदर एक्सेप्टेबल क्वालिटी स्तर है वह अस्वीकार हो जाएगा इसलिए यह एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल था लेकिन वह अस्वीकार हो गया इसलिए यह एक प्रोड्यूसरस् रिस्क producer's risk है एल टी पी डी के विषय में खराब मूल्य यहां पर आएगा इसलिए यदि मैं एल टी पी डी को देखता हूं यह अच्छा है यह कुछ इसके बीच में हैं यह बुरा है और यह मामूली है ठीक है इसलिए यह प्रोड्यूसरस् रिस्क producer's risk है कि एक एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल अस्वीकार कर दिया गया है इसी तरह हमारे पास कंज्यूमर्स रिस्क consumer's risk भी हो सकता है जोकि जब एक ढेर जिसके अंदर दोषपूर्ण एल टी पी डी से ज्यादा हैं स्वीकार कर लिया गया है इसलिए यह कंज्यूमर्स रिस्क consumer's risk है इसलिए यह प्रोड्यूसरस् रिस्क producer's risk है और यह सब α और β कहे जा सकते हैं इसलिए यह मूल्य 1−α है और यह मूल्य β के बराबर है इसलिए यह ओ सी वक्र है इसलिए हमारे पास विभिन्न बिंदु हैं ए क्यू एल एल टी पी डी α और β ठीक है इसलिए आदर्श ओ सी वक्र क्या होगा आदर्श ओ सी वक्र ऐसा होगा जो कि वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं है इसलिए यह आदर्श ऑपरेटिंग कैरेक्टरिक्स्टिक्स करव है अगला एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी है इसलिए एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी क्या है यह निरीक्षित ढेरों 100 का औसत और अनिरीक्षित ढेरों का औसत AOQ जहां पर p ढेर के दोषपूर्ण का सच्चा अनुपात ढेर को स्वीकार करने की प्रायिकता N ढेर आकार n नमूना आकार इसलिए यदि मैं अपना एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी प्लाट करने की कोशिश करता हूं ठीक है यह एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी जोकि इनकमिंग लौट परसेंट डिफेक्टिव है वक्र कुछ इस तरह का होगा ठीक है इसलिए यह एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी ए ओ क्यू एल के भीतर होना चाहिए इसलिए इस के साथ मैं इस व्याख्यान का निष्कर्ष निकालना चाहूँगा इसलिए मैंने स्टैटिसटिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या है के बारे में चर्चा की और स्टैटिसटिकल प्रोसेस कंट्रोल क्या है इसलिए मैंने कंट्रोल चार्ट के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दिया उसके बाद प्रोसेस कैपेबिलिटी की चर्चा की गई उसके बाद एक्सेप्टेंस सेंपलिंग की चर्चा की गई और शुरुआत में मैंने क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में भी चर्चा की और कैसे क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल से भिन्न है इसलिए यदि मैं अपना क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस यहां रखता हूं इसलिए क्वालिटी कंट्रोल क्या है यह क्रियाकलापों का समूह है जो कि उत्पादों की क्वालिटी को सुनिश्चित करता है और जब वास्तविक उत्पाद उत्पन्न होते हैं तब उनके दोषों को केंद्रित करता है और उनकी पहचान करता है इसलिए यह बाद में है यह सामान्यतया उत्पादन से पहले है और क्वालिटी कंट्रोल का उद्देश्य दोषों को पहचानना या उनको सही करना है यह संशोधन के लिए है और यह वास्तव में दोषों की रोकथाम के लिए है क्योंकि हम प्रोएक्टिव क्वालिटी प्रोसेस का लेखा करते हैं क्वालिटी कंट्रोल में दोषों को पहचानना ही उद्देश्य है और क्वालिटी एश्योरेंस में हम विकास में सुधार करते हैं और प्रक्रियाओं की जांच करते हैं उद्देश्य 200 की पहचान करना है ठीक है यहां उद्देश्य विकास में सुधार करना है या क्वालिटी कंट्रोल का स्वयं में ठीक है दूसरा भेद मैं यहां उन लोगों को रख सकता हूं जो कि जिम्मेदार हैं मुख्य रूप से क्वालिटी कंट्रोल में एक निरीक्षण समूह होता है और यहां पर सामान्यतया हमारे पास संपूर्ण प्रबंधन की तरह प्रत्येक व्यक्ति समूह में होता है ठीक है यदि ऊपरी प्रबंधन की तरह नहीं बल्कि समूह में प्रत्येक व्यक्ति प्रक्रिया के सुधार में शामिल रहता है इसलिए क्वालिटी कंट्रोल एक क्रियाकलाप है या तकनीकी है जोकि उत्पाद गुणवत्ता को बनाए रखने और प्राप्त करने के लिए उपयोग में आता है गुणवत्ता समस्याओं की रोकथाम हमारी क्वालिटी एश्योरेंस है इसलिए अंतिम चर्चा में मैं रख सकता हूं कि क्वालिटी कंट्रोल प्रमाण है और क्वालिटी एश्योरेंस जो कि मैं विश्वास करता हूं प्रमाणन है ठीक है इसलिए क्वालिटी कंट्रोल एक संशोधन साधन है और क्वालिटी एश्योरेंस एक प्रबंधकीय साधन है यह भेद मैं यहां पर सम्मिलित करना चाहूँगा इसलिए इसी के साथ क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस और एक्सेप्टेंस सेंपलिंग भाग समाप्त होता है इसलिए हम अगले व्याख्यान में मिलेंगे जहां पर हम 3D मापों की चर्चा कर सकते हैं और कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन के साथ यह कोर्स समाप्त हो जाएगा और हम आपके साथ प्रश्नों को लेना चाहेंगे और कृपया तार्किक प्रश्नों को संगोष्ठी में रखें और हम आपके सभी प्रश्नों और समस्याओं के उत्तर देने की कोशिश करेंगे धन्यवाद